बायोरिएक्टर्स पर 10 घंटे के एनपीटीईएल ऑनलाइन प्रमाणन पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम के व्याख्यान 4 में स्वागत है व्याख्यान संख्या 3 में निर्जमीकरण गतिकी से संबंधित समस्या को हल किया यह ध्यान रखने योग्य यह है कि अंतिम उत्तर की अर्थपूर्णता की जाँच आवश्यक है उदाहरण के लिए यदि बायोरिएक्टर के संचालन के संदर्भ में 7500 घंटे उत्तर प्राप्त हुआ है तब पुनः गणना की जांच करने की आवश्यकता है क्योंकि 7500 घंटे किसी भी स्थिति में बायोरिएक्टर के संचालन के दृष्टिकोण से अजीब लगता है अनुभव हमेशा बेहतर प्रदर्शन में सहायता करता है साथ ही यदि 10 3 सेकंड का उत्तर प्राप्त हुआ तब भी यह हास्यास्पद लगता है इसलिए इन दोनों उत्तरों की जांच अति आवश्यक हो जाता है एक अन्य उदाहरण लेते है जैसे पाइप के व्यास के संदर्भ में उत्तर यदि 50 मीटर है यह अकल्पनीय प्रतीत होता हैं इस प्रकार कार्य करते समय हमेशा उत्तर की एक तस्वीर होनी चाहिए और इसे जांचा जाना चाहिए मॉड्यूल 2 में जीवभार या कोशिका और जैव उत्पाद पर चर्चा की गयी थी जीवभार और जैव उत्पाद किसी भी जैव प्रक्रिया के दो महत्वपूर्ण परिणाम हैं स्वयं कोशिका या कोशिका निर्मित अणु जैव प्रक्रिया के उत्पाद हो सकते हैं कुछ स्थितियों में कोशिका स्वयं उत्पाद होती हैं जैसे कृत्रिम अंग या कृत्रिम त्वचा जो शरीर के बाहर निर्मित किया जाता है और जले हुए पीड़ितों पर प्रत्यारोपित करते है ताकि पीड़ित तीव्र गति से ठीक हो सके वर्तमान में विभिन्न अंगों का उत्पादन कृत्रिम रूप से उपयुक्त बायोरिएक्टर्स में किया जाता है बायोरिएक्टर में कोशिकाएं स्कैफोल्ड या मचान पर वृद्धि करती हैं जो वांछित अंग के समान संरचना की होती हैं स्कैफोल्ड से कोशिकाओं को निर्धारित आकार मिलता है और अंततः कोशिकाएं अपनी कार्यक्षमता को प्राप्त करती है और एक कार्यात्मक अंग निर्मित होता है जिसे क्षतिग्रस्त अंग के स्थान पर प्रत्यारोपित किया जा सकता है यकृत और वृक्क जैसे अंग स्कैफोल्ड की सहायता से विशिष्ट बायोरिएक्टर के माध्यम से निर्मित कर सकते हैं वर्तमान में विशिष्ट त्वचा का निर्माण लोकप्रिय है बायोरिएक्टर का उपयोग विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु स्टेम कोशिका को विकसित करने में भी किया जा सकता है इन सभी स्थितियों में कोशिका बायोरिएक्टर के मुख्य उत्पाद हैं अंगों और त्वचा उत्पादन में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोशिका की वांछित सांद्रता के साथ सही कार्यप्रणाली पर कार्य करें स्लाइड समय 0456 में एक लिंक उपलब्ध है जिसमें वेबसाइटो वीडियो और पेपर्स सुझावित की गई है यहाँ आईआईटी मद्रास और इस व्याख्यान के व्याख्याता श्री जी के सुरैस्कुमार इस व्याख्यान में सुझाए गए वेब स्रोतों के अंतर्गत किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान की सिफारिश या समर्थन नहीं करते हैं इन्हें केवल इनके शिक्षण मूल्यों के लिए चुना गया था स्लाइड समय 0456 में 12 संख्या पर ऊतक अभियांत्रिकी के लिए बायोरिएक्टर का लिंक उल्लेखित है जिस पर क्लिक करके वीडियो देख सकते है यह आपको बायोरिएक्टर के उपयोग से अंगों के निर्माण संबंधी कुछ नए विचार उपलब्ध करा सकता है स्पिरुलिना एक शैवाल है जिसे संवर्धित कर प्रसंस्करण और पैकेजिंग के बाद न्यूट्रास्यूटिकल्स के रूप में बेचा जाता है यह काफी लोकप्रिय है इसका उत्पादन बड़े बायोरिएक्टर में किया जाता हैं स्पिरुलिना वास्तव में तालाबों में संवर्धित किये जाते हैं जो उचित उत्पादन के लिए बायोरिएक्टर के रूप में कार्य करते हैं यहाँ स्पिरुलिना की कोशिका स्वयं वांछित उत्पाद हैं 1970 से 80 के दशक के दौरान मवेशी चारे के रूप में एकल कोशिका प्रोटीन के रूप में यीस्ट और स्पिरुलिना कोशिकाएं बहुत लोकप्रिय थी इन्हें बायोरिएक्टर में संवर्धित कर प्रसंस्करण के पश्चात् मवेशी चारे के रूप में प्रदान किया जाता है इंसुलिन मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी एथेनॉल और जैव तेल कोशिका से निर्मित उत्पाद हैं स्वयं कोशिका और कोशिका से निर्मित अणु या पदार्थ बायोरिएक्टर से प्राप्त दो प्रमुख उत्पाद हैं शुरुवात के व्याख्यानों में गतिशील तंत्र पर दर के संबंध पर चर्चा हुई दर एक केन्द्रीय कारक है जिसके आधार पर निर्णय लेते हैं जबकि मात्रा उतना महत्वपूर्ण कारक नहीं हैं क्योंकि यह गतिशील अभियान्त्रिक तंत्र के अंतर्गत गणनाओं में भ्रम उत्पन्न करता है इस प्रकार दर महत्वपूर्ण कारक है दर के सन्दर्भ में गणितीय मॉडल्स पर आगे बढते है अवधारणाओं को आत्मसात में कुछ समय लगता है हालाँकि इस प्रकार की अवधारणाओं में से कुछ को विद्यालयीन स्तर पर पढ़ाया हटा है यहाँ कोशिका गुणन की दर और उत्पाद निर्माण की दर महत्वपूर्ण हैं कोशिका गुणन क्या है बायोरिएक्टर में एक कोशिका से दो दो से चार और इसी क्रम में आगे कोशिका की संख्या में वृद्धि कोशिका गुणन कहलाती है बायोरिएक्टर में उपस्थित कोशिका संवर्धन में वृद्धि हो रही है इसलिए यहाँ कोशिका गुणन कोशिका संवर्धन या वृद्धि से तात्पर्य एक ही है सभी कोशिका कोशिका चक्र से गुजरते हैं जिसे कभी कभी वृद्धि के रूप में भी देखा जाता है लेकिन यहाँ कोशिका गुणन के सन्दर्भ में बात कर रहे हैं प्रत्येक कोशिका की मात्रा कोशिका चक्र के दौरान बदल रही है वर्तमान परिदृश्य वृद्धि पर केन्द्रित न होकर कोशिका गुणन पर आधारित है एकल कोशिका के सन्दर्भ में सबसे सरलतम गणितीय प्रस्तुतिकरण या मॉडल निम्नानुसार है कोशिका वृद्धि की दर 𝑟𝑥 𝜇𝑥 के अनुपातिक होता है जहाँ 𝑥 कोशिका की सांद्रता है rxμx कुछ स्थितिनुसार म्यू 𝜇 स्थिरांक भी हो सकता है मोल्ड या फफूंदी जैसे एस्परजिलस नाइगर एक सामान्य मोल्ड है जो ब्रेड पर वृद्धि करता है मोल्ड हाइफी के विस्तार के रूप में वृद्धि करता हैं इसलिए उन्हें तंतुमय जीव कहा जाता है मोल्ड जब विस्तारित होते है तब उनका द्रव्यमान बढ़ता है लेकिन संख्या सीमित है क्योंकि यहाँ केवल द्रव्यमान में गुणोत्तर वृद्धि होती है x कोशिका की संख्यात्मक सांद्रता है अब इस व्याख्यान में कोशिका के वृद्धि के संदर्भ में मॉडल्स और अवधारणाओं पर चर्चा करेंगे और अनुप्रयोग देखेंगे सन्दर्भ स्लाइड समय 1147 में लॉजिस्टिक या संभार समीकरण प्रदर्शित है जहां 𝑟𝑥 निम्नानुसार है rxkx1 βx इस समीकरण में 𝑘 और 𝛽 मानकीकृत कारक हैं जो तंत्र के अनुसार परिवर्तित होते हैं समीकरण में 𝑥 प्रारंभिक कोशिका सांद्रता के बराबर है xx0 at t0 यह समीकरण कुछ विशेष परिस्थितियों में मान्य होता है संरचनाकरण मॉडल कोशिका के विभागानुसार होते है उदाहरणार्थ कोशिका में केंद्रक और माइटोकॉण्ड्रिया जैसे विभाग हो सकते हैं विभागीय और संरचनाकृत मॉडल्स के उदाहरण विभागीय मॉडल चयापचय मॉडल और साइबरनेटिक मॉडल हैं

कुछ मॉडल संवर्धन में कोशिका के आयुनुसार वितरण को परिभाषित करते हैं 𝑟𝑥 1 − 𝛽𝑥 एक संभार समीकरण है बायोरिएक्टर में सभी कोशिका एक ही आयु में नहीं होती है इनकी उम्र में भिन्नता हो सकती हैं कोशिका के आयु वितरण के संदर्भ में कुछ मॉडल उपलब्ध है क्रियाधार क्या है क्रियाधार में कोशिका गुणन के पश्चात् जैव उत्पाद के रूप में कोशिका के रूप में रूपांतरित हो जाते है जैव उत्पाद को कोशिका के अंदर चयापचय या अनुवांशिक प्रक्रिया द्वारा बनाया जा सकता है अनुवांशिक प्रक्रिया के अंतर्गत अनुलेखन और अनुवादन शामिल हैं जीन जो डीएनए का एक हिस्सा है अनुलेखित होता है जिसका अनुवादन संभवत प्रोटीन के रूप में होता है प्रोटीन अनुवांशिक प्रक्रिया से उत्पन्न उत्पाद या चयापच हो सकता है जो बायोरिएक्टर में चयापचय क्रियाओं से निर्मित हुआ है सरल भाषा में क्रियाधार एक कच्ची सामग्री है कोशिका के लिए भोजन है को क्यों लिया जाता हैं क्योंकि ग्लूकोज कोशिका में महत्वपूर्ण चयापचय पथ का प्रारंभिक बिंदु है जिसे ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है कहलाती है जो कोशिका में होने वाला महत्वपूर्ण चयापचय पथ है इस चयापचय पथ में ग्लूकोज एक विशिष्ट क्रियाधार है इसी प्रकार कोशिकाओं में विभिन्न क्रियाधार हैं जो चयापचय पथ में उपयोग किये जाते है ग्लूकोज सामान्य क्रियाधार है यदि किसी जैव क्रिया में भिन्न क्रियाधारों का मिश्रण होता है तब कोशिका ग्लूकोज को ही प्राथमिक रूप से इस्तेमाल करती हैं औद्योगिक उपयोगिता के परिप्रेक्ष्य ग्लूकोज महंगा है इस प्रकार ग्लूकोज का क्रियाधार के रूप में उपयोग अंतिम उत्पाद की कीमत बढ़ा देता है अतः ग्लूकोज का वैकल्पिक क्रियाधार जो सस्ता हो उद्योग स्तर पर इस्तेमाल के लिए बेहतर होता है क्योंकि यह बायोप्रोसेस की लागत को कम करता है ग्लूकोज का विकल्प मंड या स्टार्च और सेल्यूलोस है सेल्यूलोस लकड़ी में लिग्नोसेलुलोसिक अवयव के रूप में पाया जाता हैं ग्लूकोज स्त्रोत के रूप में लिग्नोसेलुलोसिक पदार्थों पर वर्तमान में शोध जारी है सेल्यूलोस और लिग्नोसेलुलोसिक पदार्थ सभी पौधे और लकड़ी में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं जो ग्लूकोज के वैकल्पिक स्त्रोत हैं मंड और सेल्युलोज ग्लूकोज के बहुलक हैं उदाहरण के लिए एक ग्लूकोज अणु में छः ऑक्सीजन बारह हाइड्रोजन और छः कार्बन होते है स्लाइड समय 1645 में ग्लूकोज अणु का पसरानोस संरचना प्रदर्शित है और एक ग्लूकोज अणु क्रमशः अन्य ग्लूकोज अणु से जुड़कर मंड निर्माण करता है एमाइलोज ग्लूकोज अणु के रेखीय क्रम में जुड़ने से बनता है मंड के बंध को विखंडित करने पर कोशिका के उपभोग के लिए ग्लूकोज प्राप्त कर सकते हैं मंड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है इसलिए सस्ता होता है इस प्रकार मंड कोशिका के लिए ग्लूकोज का स्त्रोत हो सकता है एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन स्टार्च के प्रमुख अवयव हैं जो विभिन्न बंध के माध्यम से ग्लूकोस अणु से निर्मित होते है यदि किसी प्रकार से एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन के मध्य के बंध को तोड़ सकते हैं तब ग्लूकोस मोनोमर को मंड से मुक्त किया जा सकता हैं और ग्लूकोस कोशिका के उपभोग और वांछित उत्पाद के निर्माण हेतु उपलब्ध हो जाते हैं बायोरिएक्टर में उपस्थित माध्यम वह जटिल विलयन होता है जिसमे कोशिकाएँ बढ़ती हैं माध्यम कोशिकाओं की वृद्धि के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व प्रदान करता है जो कोशिका गुणन और वृद्धि के लिए आवश्यक है पोष माध्यम जटिल या परिभाषित होता है परिभाषित या डिफाइन माध्यम में माध्यम के अवयवों का वास्तविक अनुपात ज्ञात होता हैं जबकि जटिल या कॉम्प्लेक्स माध्यम में सभी अवयवों का वास्तविक विवरण की जानकारी नहीं होती है आमतौर पर माध्यम में कार्बन स्रोत जैसे ग्लूकोज जो एक सामान्य कार्बनिक स्रोत है पौधों के मामले में कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन स्रोत होता है जो आगे ऊर्जा स्रोत और एटीपी गठन करता हैं कार्बन स्त्रोत ग्लूकोज से पहले ग्लाइकोलिसिस फिर TCA चक्र और अंत में ऑक्सीडेटिव फोस्फोरिकरण की क्रिया होती है जिससे एटीपी का उत्पादन होता है इस प्रक्रिया में ग्लूकोज ऊर्जा स्रोत है कई स्थिति में ऊर्जा उत्पादन हेतु ऊर्जा स्रोत और कार्बन स्रोत अलग अलग हो सकते है स्तनधारी कोशिकाओं में ग्लूटामाइन कभी कभी ऊर्जा स्रोत की तरह कार्य करता है नाइट्रोजन कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन फॉस्फोरस और इसी अन्य आवश्यक तत्व कोशिका तंत्र में उपस्थित होते हैं माध्यम में लवण विटामिन और खनिज जैसे सूक्ष्म पोषक पदार्थ होते हैं क्रियाधार के रूप में ग्लूकोज को देखने के बाद लिमिटिंग सब्सट्रेट या सीमित क्रियाधार पर चर्चा करेंगे सिमित क्रियाधार क्रियाकारक को सीमित करने की अवधारणा पर आधारित है रासायनिक क्रिया के मामले में सिमित क्रियाकारक वह है जिसकी सांद्रता क्रिया को सीमित करती है बैच में जिस क्रियाकारक की सांद्रता अभिक्रिया को सीमित करती है उसे सिमित क्रिया कारक कहा जाता है उदहारण स्वरुप निम्नलिखित स्टोइकोमेट्री या रससमीकरणमिति पर विचार करें 2A 3B → P उपरोक्त अभिक्रिया में A के 2 मोल्स और B के 3 मोल्स की आवश्यकता P के 1 मोल प्राप्त करने के लिए होती है रिएक्टर में आगम प्रवाह एक निरंतर प्रक्रिया है जहाँ A की 10 मोलर सांद्रता और B की 10 मोलर सांद्रता है A की सांद्रता और B की सांद्रता मोल्स प्रति लीटर में है वर्तमान अभिक्रिया B के द्वारा सीमित हो रही है क्योंकि A के 10 मोलर सांद्रता को पूरी तरह से अभिक्रिया करने के लिए 32 X B के 10 मोलर सांद्रता की आवश्यकता होगी अतः पूर्ण रूप से उपयोग करने के लिए के लिए B की 5 मोलर सांद्रता की और आवश्यकता होगी चूँकि B के केवल 10 मोलर सांद्रता मौजूद है अतः B अभिक्रिया को सीमित करेगा और यह सिमित क्रियाकारक की तरह कार्य करेगा माध्यम में वृद्धि को सीमित करने वाले क्रियाधार को सीमित क्रियाधार कहा जाता है पूर्व में कार्बन नाइट्रोजन ऊर्जा स्रोत और वृद्धि को सीमित करने वाले कारकों पर चर्चा की है सिमित क्रियाधार S के लिए विशिष्ट वृद्धि दर 𝜇 की विभिन्नता का समीकरण निम्नलिखित है rxμx स्लाइड समय 2401 में प्रदर्शित ग्राफ में 𝜇 क्रियाधार सांद्रता के साथ विशिष्ट वृद्धि दर है यहां ग्राफ आयतीय अतिपरवलय या रैक्टेंगुलर हाइपरबोला है ग्राफ में ऊपर की ओर 𝜇 अधिकतम विशिष्ट वृद्धि है जो संतृप्त अवस्था है इसका गणितीय प्रस्तुतिकरण आयतीय अतिपरवलय के संदर्भ में निम्नानुसार है μmSKSS ये समीकरण मोनोड मॉडल का है जो कोशिका के वृद्धि दर पर क्रियाधार सांद्रता का प्रभाव प्रदर्शित करता है जब क्रियाधार पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो तो इस स्थिति में 𝜇 𝜇𝑚 के बराबर हो जाता है यहाँ 𝜇 स्थिर होता है यदि क्रियाधार पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो तो 𝜇 बराबर 𝜇𝑚 होता है और 𝑟𝑥 𝜇 𝑥 की आवश्यकता नहीं होती है यदि मोनोड मॉडल के अंतर्गत 𝐾𝑆 S के बराबर होता है इसलिए 𝐾𝑆 को S के साथ प्रतिस्थापित करते हैं mSKSSmSSSmS2Sm2 यदि क्रियाधार सांद्रता 𝐾𝑆 के बराबर होता है तब 𝜇 𝜇𝑚 2 या अधिकतम विशिष्ट वृद्धि दर का आधा होता है 𝐾𝑆 क्रियाधार की वह सांद्रता है जिस पर अधिकतम विशिष्ट वृद्धि दर आधी होती है वृद्धि दर पर क्रियाधार के प्रभाव का प्रस्तुतीकरण सन्दर्भ स्लाइड समय 2657 है क्रियाधार के सामान उत्पाद भी विशिष्ट वृद्धि दर को प्रभावित करता है उदाहरण के लिए यदि एथेनॉल 18 प्रतिशत से से अधिक हो तब कोशिका की वृद्धि दर को प्रभावित करना शुरू कर देता है जिसका गणितीय प्रस्तुतीकरण भी संभव है यहां कुछ संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण के मॉडल उल्लेखित हैं μmSnKsSn उल्लेखित समीकरण मोसर मॉडल का है जहां मॉडल को प्रभावित करने वाले कारक के रूप में 𝜇𝑚 𝐾𝑠 और 𝑆𝑛 हैं इसी प्रकार एक अन्य मॉडल भी निम्नानुसार है μmS1K1S1 S2K2S2 इस मॉडल का प्रयोग तब होता है जब दो क्रियाधार एक साथ सिमित अवस्था में होते हैं जब क्रियाधार वृद्धि को सीमित करता है तब इस मॉडल का उपयोग कर सकते हैं इस मॉडल को एंड्रयूज और नोआक द्वारा दिया गया था अतः एंड्रयूज और नोआक मॉडल कहलाता है जो निम्नानुसार है μmSKsS KIKIS एक अन्य मॉडल जेरूसिमस्की और नेरोनोवा मॉडल है जो वास्तव में उत्पाद वृद्धि अवरोध को प्रभावित करता है μmSKsS KPKPP उपरोक्त मॉडल वृद्धि और विशिष्ट वृद्धि दर का वर्णन करते हैं जैसा कि स्लाइड समय 2657 में प्रदर्शित है क्रियाधार की उपस्थिति में कोशिका द्वारा निर्मित उत्पाद निर्माण की दर की गणना हेतु लुड्किंग पाईरेट मॉडल का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है दर के सन्दर्भ में लुड्किंग पाईरेट मॉडल इस प्रकार है rpαrxβx उत्पाद निर्माण की दर ग्रोथ इंडिपेंडेंट पैरामीटर अर्थात कोशिका वृद्धि की दर और ग्रोथ इंडिपेंडेंट पैरामीटर अर्थात कोशिका सांद्रता के योग के बराबर है ग्रोथ डिपेंडेंट पैरामीटर को प्राथमिक मेटाबोलाइट्स और ग्रोथ इंडिपेंडेंट पैरामीटर को द्वितीयक मेटाबोलाइट्स कहा जाता है लुड्किंग पाईरेट मॉडल 𝑟𝑝 𝛼 𝑟𝑥 𝛽𝑥 से संबंधित है उत्पाद निर्माण की दर वृद्धि दर और कोशिका सांद्रता पर निर्भर करती है विशेष स्थितियों में 𝛽 0 और 𝛼 0 हो सकता है अगली अवधारणा उपज गुणांक पर आधारित है उपज गुणांक को YxS से दर्शाते है उपज गुणांक YxS क्रियाधार के सन्दर्भ में कोशिका द्वारा उत्पादित मात्रा भागित उपयोग की गयी क्रियाधार की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है जो निम्नानुसार है YxSamountofcellsproducedamountofsubstrateconsumed उत्पाद के संदर्भ में उपज गुणांक YpS उत्पाद निर्माण की मात्रा भागित उपयोग की गयी क्रियाधार की मात्रा के बराबर है जो की निम्नानुसार है YpSamountofproductformedamountofsubstrateconsumed और एक और प्रोडक्ट के संबंध में सेल्स की जनरेशन अमाउंट ऑफ़ सेल्स प्रोड्यूस 𝑎𝑚𝑜𝑢𝑛𝑡 𝑜𝑓 𝑐𝑒𝑙𝑙𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑑 या उत्पादित कोशिका की मात्रा बटा अमाउंट ऑफ़ प्रोडक्ट फॉर्मड 𝑎𝑚𝑜𝑢𝑛𝑡 𝑜𝑓 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑑 उत्पादित उत्पाद की मात्रा हैं Yxpamountofcellsproducedamountofproductformed उपज गुणांक संकल्पना छोटे क्षेत्र के लिए स्थिर होता है छोटे क्षेत्र के लिए सामंजस्य ग्रहण सरल होता हैं छोटे क्षेत्र के लिए उपज गुणांक संकल्पना स्लाइड समय 3200 में प्रदर्शित है स्लाइड समय 3200 उपज गुणांक की उपयोगिता यह है कि यदि एक दर ज्ञात हैं तो संबंधित उपज गुणांक से अन्य दरों का अनुमान लगा सकते हैं उदाहरण के लिए यदि क्रियाधार का उपयोग करने की आवश्यकता है और वह ज्ञात नहीं है तब वृद्धि दर ज्ञात होने की दशा में वृद्धि दर से क्रियाधार के उपयोग की दर का अनुमान लगा सकते हैं यदि उपज गुणांक ज्ञात है तब क्रियाधार की उपयोग की दर 𝑟𝑆 है rS1YxSrx क्रियाधार के उपभोग की मात्रा से उत्पन्न कोशिका की मात्रा उपज गुणांक की मात्रा है इसलिए क्रियाधार के सन्दर्भ में 1 बटा 𝑌𝑥𝑆 गुणा 𝑟𝑥 होगा यह क्रियाधार के उपभोग की दर और कोशिका निर्माण की दर को दर्शाता है इस मॉडल को 𝑟𝑥 के रूप में निम्नानुसार लिखा जा सकता है rS1YxSrx1YxSμx अगले व्याख्यान में कुछ उपयोगी कारकों की गणना हेतु इन मॉडल का उपयोग करेंगे स्लाइड समय देखें 3319 कोशिका के कॉन्सेप्ट ऑफ़ मेंटेनेंस या रखरखाव की अवधारणा स्लाइड समय देखें 3319 में प्रदर्शित है उदाहरण के लिए क्रियाधार ग्लूकोज की उपस्थिति में कोशिका गुणन या कोशिका वृद्धि होती हैं लेकिन कोशिका एक जटिल तंत्र हैं जिसमे बहुत सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं भिन्न प्रकार के जीन प्रोटीन निर्माण कर रहें हैं एटीपी का संश्लेषण और परिवहन हो रहा है एटीपी का इस्तेमाल हो रहा है एवं इसी तरह विभिन्न प्रक्रियाएं हो रही हैं कोशिका में होने वाली प्रक्रियाओं के लिए उर्जा की आवश्यकता होती है और क्रियाधार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए उर्जा प्रदान करता है ऐसी प्रक्रियाएँ जो मेटाबोलिज्म ट्रांसपोर्ट या चयापचय परिवहन अनुवांशिक परिवर्तन और अनुवांशिक प्रक्रिया सामूहिक रूप से कोशिका रखरखाव कहलाती हैं जब क्रियाधार कोशिका रखरखाव के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो तब कोशिका गुणन के लिए अग्रेषित होता है परंतु जब क्रियाधार का स्तर कम होता है तब यह पूरी तरह से कोशिका रखरखाव की गतिविधियों में लिप्त रहता है और कोशिका वृद्धि स्पष्ट रूप से नहीं दिखता है इस स्थिति में क्रियाधार का उपयोग होता है पर कोशिका वृद्धि नहीं दिखती है जिसका अर्थ यह है कि क्रियाधार कोशिका के रखरखाव और गतिविधियों में कार्यरत होता है दर के संदर्भ में वृद्धि की दर विशिष्ट वृद्धि की दर के बराबर होती है जो कोशिका सांद्रता x की तुलना में विशिष्ट वृद्धि दर के बराबर अवलोकित होती है इसे स्पष्ट विशिष्ट वृद्धि दर को वास्तविक विशिष्ट वृद्धि दर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है कोशिका गुणन की दिशा में क्रियाधार महत्वपूर्ण है 𝜇𝑇 अवलोकित विशिष्ट वृद्धि दर और 𝜇𝐴 अवलोकित स्पष्ट विशिष्ट वृद्धि दर के मध्य का अंतर 𝑘𝑒 एंडोजेनिक मेटाबोलिक कांस्टेंट कहलाता है rx के संदर्भ में संबंधित समीकरण निम्नानुसार है rxAxT kex उपज गुणांक 𝑟𝑆 के सन्दर्भ में क्रियाधार की खपत दर Y xs द्वारा उपज को स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित समीकरण का प्रयोग करते है जहाँ 𝑚 स्पेसिफिक मेन्टेनेस रेट या विशिष्ट रखरखाव दर है rS1YxSAAxmx इस व्याख्यान में विभिन्न संकल्पनाओं पर चर्चा की गयी संक्षिप्त रूप से हमने यह देखा कि कोशिका स्वयं तीव्र वेग से उत्पाद में परिवर्तित हो रही है कोशिका वृद्धि दर या कोशिका गुणन और उत्पाद निर्माण की दर के लिए अभिव्यक्ति निम्नानुसार है rxμx विशेष स्थिति के आधार पर स्थिरांक भी हो सकता हैं यहाँ लॉजिस्टिक समीकरण मॉडल पर चर्चा की गयी है इसके अलावा संरचित मॉडल विसंयोजन मॉडल और अन्य हो सकते है क्रियाधार को कोशिका और उत्पाद में परिवर्तित किया जाता है ग्लूकोज विशिष्ट क्रियाधार है क्योंकि यह कोशिका में ग्लाइकोलाइसिस नामक महत्वपूर्ण चयापचयी पथ में भाग लेता है और साथ ही हमने ग्लूकोज के लिए कुछ विकल्प देखे क्योंकि ग्लूकोज उद्योग के संदर्भ में महंगा होता है मंड सेल्यूलोज और लिग्नोसेल्युलोसिक पदार्थ ग्लूकोज के अच्छे विकल्प हैं मंड और सेल्यूलोज पहले से बहुतायत में उपयोग किए जा रहें है लिग्नोसेल्युलोसिक पदार्थ से ग्लूकोज प्राप्त करने के लिए बड़ी मात्र में शोध जारी है माध्यम क्या है कार्बन ऊर्जा और नाइट्रोजन स्त्रोत लवण और सूक्ष्म तत्व से कोई भी एक सिमित क्रिया धार हो हो सकता है यदि सीमित क्रियाधार ग्रोथ को सीमित करता है तब सांद्रता में भिन्नता के साथ विशिष्ट वृद्धि का अंतर मोनोड मॉडल के द्वारा दिया गया है Km अर्ध अधिकतम वृद्धि दर पर क्रियाधार सांद्रता की व्याख्या है 𝜇 पर क्रियाधार उत्पाद सांद्रता के प्रभाव के लिए अन्य मॉडल हैं जैसे मोजर मॉडल का उपयोग तब होता है जब दो क्रियाधार एक साथ सीमित होते हैं एंड्रयूज और नोआक मॉडल क्रियाधार अवरोधन का प्रभाव देता है जेरूसिमस्की और नेरोनोवा मॉडल कोशिका वृद्धि पर उत्पाद अवरोधन का प्रभाव देता है उत्पाद निर्माण दर के लिए लेडकिंग पाईरेट मॉडल लोकप्रिय है जिसे 𝑟𝑝 𝛼 𝑟𝑥 𝛽𝑥 से दर्शाते है 𝛼𝑟𝑥 ग्रोथ इंडिपेंडेंट पैरामीटर और 𝛽𝑥 ग्रोथ इंडिपेंडेंट पैरामीटर हैं rpαrxβx उपज गुणांक क्रियाधार को एक दर से दूसरे दर में परिवर्तित किया जा सकता है कांसेप्ट ऑफ़ मेन्टेनेन्स या रखरखाव की संकल्पना कोशिका की गतिविधियों को बनाए रखने के लिए क्रियाकारक अहम् है जैसे मेटाबोलिज्म आधारित परिवहन अनुवांशिक प्रक्रिया और अन्य कार्यों के साथ ही कोशिका वृद्धि में सहायता करता है जब क्रियाधार स्तर निम्न होता है तब कोई वृद्धि नहीं दिखता है स्पष्ट वृद्धि दर वास्तविक वृद्धि दर और इंडोजीनस मेटाबोलिज्म स्थिरांक को 𝜇𝑇 − 𝑘𝑒𝑥 के द्वारा निम्नानुसार प्रस्तुत किया जाता है rxAxT kex कोशिका उपभोग की दर स्पष्ट विशिष्ट वृद्धि दर और स्पेसिफिक मेंटेनेंस रेट या विशिष्ट रखरखाव दर के संदर्भ में निम्नानुसार समीकरण लिखा जा सकता है rS1YxSAAxmx अगले व्याख्यान संख्या 5 में मिलते हैं